सुप्रभात इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला प्रदर्शन सत्र में आपका स्वागत है तो मैंने यहाँ जो अगला उपकरण चुना है वह है गियर वर्नियर यह गियर वर्नियर काफी हद तक वर्नियर कैलिपर से मिलता जुलता है तो अंतर यह है कि इसमें 2 तराजू हैं एक लंबवत पैमाना है दूसरा क्षैतिज पैमाना है ठीक है तो हमारे यहां मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों स्केल हैं और हमारे यहां 2 जबड़े हैं Sतो हम देख सकते हैं कि 2 जबड़े होते हैं और जबड़ा जो ऊर्ध्वाधर तल से जुड़ा होता है ऊर्ध्वाधर पैमाने में एक प्लेट लगी होती है यह उससे जुड़ी प्लेट होती है इस प्लेट का उद्देश्य यह है कि जब हम गियर के आयामों को मापने की कोशिश करेंगे तो यह गियर के बाहरी व्यास की ओर बन्द हो जाएगा हम आपको अभी दिखाएंगे और एक और क्षैतिज पैमाना है जब मैं क्षैतिज पैमाने को बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्षैतिज पैमाने में खाँच है और यह प्लेट खाँच के अंदर जा सकती है यह प्लेट खाँच के अंदर जा सकती है तो यह क्षैतिज पैमाना है यह ऊर्ध्वाधर पैमाना है तो ऊर्ध्वाधर जबड़ा मैं क्षैतिज जबड़ा कह सकता हूं हालाँकि यह केवल कैलिपर है तो आप देख सकते हैं कि यह दूरी या इस जबड़े की नोक से प्लेट की दूरी यह लगभग 1 मिमी है यह दूरी लगभग 1 मिमी है ठीक है यह यहां थोड़ी दूरी है यह 1 मिमी पहले से ही उपकरण में व्यवस्थित है अगर मैं इसे यहां बंद करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां 0 0 के साथ मेल नहीं खा रहा है लेकिन पहली बार पढ़ना 1 मिमी है यह 0 है पहले पढ़ने के साथ मेल खाता है 0 नहीं ठीक है तो यह वह समायोजन है जो इस लंबाई को समायोजित करने के लिए किया जाता है तो यह यहाँ पहली बार पढ़ने के साथ मेल खा रहा है हालांकि अगर मैं अपने क्षैतिज पैमाने को हटा देता हूं तो यह आगे बढ़ सकता है इसलिए अगर मैं इसे सतह की प्लेट से छूता हूं अगर मैं इसे यहां पूरी तरह से छूता हूं तो मेरे पेंच को बंद कर दें अब हम देख सकते हैं कि यह बिल्कुल सपाट है और यहाँ 0 0 के साथ मेल खा रहा है ठीक है लेकिन हमारा उद्देश्य एक गियर की विशेषता को बिल्कुल गियर दांत को मापना है इसलिए जब मैं इसे सम्मिलित करता हूं तो यह 1 मिमी समायोजन यहां है 25 VSD 24 MSD 1 VSD MSD LC 1 MSD - 1 VSD LC 1 MSD MSD LC MSD LC 004 mm इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तराजू पर हमारे पास समान प्रकार के वर्नियर स्केल समान प्रकार के विभाजन हैं ऊर्ध्वाधर पैमाने में एकमात्र अंतर यह था कि पहला भाग मेल नहीं खा रहा था तो यह इस प्लेट को क्षैतिज पैमाने में प्रवेश करने के लिए एक समायोजन था तो हमें सबसे कम गिनती मिली है अब मुझे यहाँ एक गियर मिल गया है यह एक गियर है जिसका बाहरी व्यास है कि हमारे पास यह वास्तव में आईआईटी कानपुर में हमारे विनिर्माण विज्ञान प्रयोगशाला में निर्मित गियर है यह वास्तव में इंडेक्सिंग अटैचमेंट का उपयोग करके एक मिलिंग मशीन पर निर्मित होता है दांतों की संख्या 36 बाहरी व्यास के बराबर 57 मिमी के बराबर होती है तो जैसा कि हम गियर शब्दावली जानते हैं अगर यह गियर वाला दांत है तो ठीक है यह हमारा भीतरी व्यास है यह केंद्र है ठीक है मैं इसे एक केंद्र के रूप में मानता हूं यह आंतरिक व्यास है और यह पूर्ण या यहां से यहां तक बाहरी व्यास है और यहां हमारे बीच पिच सर्कल व्यास है Tooth Thickness Tooth number 1 2 3 Average MSD 1 364 360 360 361 3 16×004 3 64 364 mm 2 362 360 362 362 3 358 364 360 360 4 360 360 362 360 5 358 356 356 356 कुल मिलाकर औसत 360 mm तो पिच सर्कल व्यास बेलन का व्यास है जो उसी तरह घूमता है जैसे गियर घूमता है तो यह वास्तव में एक व्यास है जहां 2 मशीनी गियर के बीच संपर्क का औसत व्यास है इसलिए हमें इस मान की गहराई या मोटाई की जांच करने की आवश्यकता है यह मान मोटाई t पिच सर्कल व्यास पर है तो उस उद्देश्य के लिए हम इस गियर वर्नियर का उपयोग कर सकते हैं तो पहले मुझे यह देखने की जरूरत है कि परिशिष्ट का मूल्य क्या है पहले मुझे यह देखने दो परिशिष्ट का मूल्य क्या है यह लंबाई वास्तव में परिशिष्ट है इससे पहले यह सिखाया जाता है कि यह समर्पण है तो समर्पणका मान परिवर्तित व्यास माइनस पिच सर्कल व्यास होगा N 36 OD 57 mm PCD 5252 mm a a a 224 mm a 2 024 तो हमें पिच सर्कल व्यास पर मोटाई देखने की जरूरत है जो कि प्रमुख व्यास है और गियर के लिए जो कुछ भी टूटना होता है आमतौर पर पिच सर्कल व्यास में अधिकतम पहनना होता है ठीक है तो पहले मैं अपने ऊर्ध्वाधर पैमाने को 224 पर ठीक कर दूंगा तो 1 मिमी पहले से ही है ठीक है इसलिए मैं इसे थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करूंगा दूसरे पठन और 224 के लिए अब यह २२४ है यह २ जोड़ ०२४ है यह २ जोड़ ०२४ बटा कम से कम ००४ के बराबर है यह बराबर २ जोड़ है ठीक है दरअसल यह मुख्य मापनी रीडिंग है यह मुख्य मापनी संभाग है मैं कहूंगा कि यह वर्नियर स्केल डिवीजन है तो मुख्य पैमाने का दूसरा भाग और 6वां भाग I मैँने वर्नियर पैमाने का दूसरा छठा भाग रखा तो मुख्य पैमाने के दूसरे भाग के बाद छठा भाग संपाती होना चाहिए तो मैं इसे लूंगा इसे दूसरे संभाग से आगे बढ़ाया जाएगा उसके बाद उस ६वें भाग को ० १ २ ३ ४ ५ ६वें भाग का संयोग करना है तो इसे थोड़ा ठीक समायोजन करना होगा मैं इसे 6 वें संभाग लॉक के करीब ले जाऊंगा यह ठीक समायोजन पेंच क्लैंप तो ठीक समायोजन पेंच का उपयोग करके मैं इस 6 वें रीडिंग से मिलान करने की कोशिश करूंगा हाँ इसे लॉक बंद करें लगभग सही तो अब यह ऊंचाई 224 है जो परिशिष्ट की लंबाई है और अब जब मैं अपने गियर वर्नियर को अपने गियर में डालूंगा तो यह पिच सर्कल व्यास तक पहुंच जाएगा ठीक है अब मैं यहाँ मोटाई देखना चाहूंगा पहला नमूना चयन है मुझे कुछ दांतों के 1 2 3 4 और 5 का चयन करना पसंद है ठीक है मैं कहता हूं कि मैं 5 या 6 दांतों का चयन करूंगा जो समान दूरी पर अलग हैं ठीक है मैंने उन्हें यहां चाक से चिह्नित किया है यह 6 दांत मैं चुनूंगा यह अक्षीय दिशा के साथ दांतों का चयन है यह अक्षीय दिशा के साथ था अक्षीय दिशा के साथ मैं एक से अधिक रीडिंग 1 2 3 प्रति गियर 3 रीडिंग ले लूंगा तो मैं इस पठन को इस पहले दाँत पर यहाँ लेने का प्रयास करता हूँ तो मैं इसे आगे ले जाऊंगा यह लगभग बंद है ठीक समायोजन के साथ क्लैंपिंग स्क्रू को बंद कर दिया गया है उपयुक्त बल लागू करें बहुत बड़ा बल नहीं बहुत बड़ा बल नहीं और बहुत ढीला नहीं उपयुक्त बल लागू करें इसलिए कि यह ठीक से छूता है इसने ठीक से छुआ है अब मैं इस चीज़ को बंदकरता हूँ और रीडिंग नोट करता हूँ इसलिए हम देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों पेंचों को यहाँ बंद कर दिया है तो हम इसे देख सकते हैं और यह मुख्य पैमाने के बल पढ़ने को पार कर गया है यह मुख्य पैमाने का एक पठन वास्तव में 1 मिमी है ठीक है इसे पढ़ने वाले बल को पार करने के बाद वर्नियर स्केल का कौन सा पठन उस मुख्य पैमाने से मेल खा रहा है जिसे मुझे देखने की आवश्यकता है तो १६ वाँ पठन ० १ २ ३ ४ ५ १६ वाँ पठन क्षमा करें यह यहाँ मुख्य पैमाने पर तीसरे पठन से अधिक है तीसरे पढ़ने के बाद 16वीं रीडिंग क्योंकि वे केवल 4 संभाग थे ठीक है उनके पास केवल 4 संभाग हैं जो यहां तीसरी रीडिंग से अधिक है तो तीसरे के बाद १६वीं रीडिंग यहाँ मेल खा रही है यहाँ मेल खा रही है मैं दांत 1 दांत 1 दांत 2 दांत 3 दांत 4 और दांत 5 संख्या 1 2 और 3चयन करता हूं ठीक है तो पहले दांत के लिए पहली रीडिंग यह है कि मैं यहां गणना करूंगा यह वास्तव में मुख्य पैमाने में 3 है और 16 गुणा 004 यह 3 प्लस 16 चौके हैं 064 बराबर 364 है तो यह पठन 364 है इसी तरह मैं वही दांत उठा सकता हूं और रीडिंग को केंद्र में ले जा सकता हूं मुझे इस क्लैंप को ढीला करने दो ठीक है इसे ढीला करो फिर से वही सिद्धांत मैं इसे पहले निश्चित पैमाने से छूऊंगा और परिमित समायोजन पेंच क्लैंप को कस दूंगा परिमित समायोजन पेंच का उपयोग करके यहां मध्यम दबाव लागू करें ठीक है दरअसल इसे ऐसे ही ठीक से रखना होता है जैसे हाथ में नहीं इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे प्रेस वाइस में या मशीन वाइस में बंद कर दिया जाए जब हम इसे मशीन वाइस में बंद करेंगे तो यह हिलेगा नहीं तो हम इसे इस तरह से करेंगे मैं इसे बंद कर दूंगा फिर से रीडिंग की जांच कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि यह फिर से तीसरे रीडिंग से अधिक है लेकिन यह संवेदनशीलता को दशमलव के दूसरे स्थान की ओर या पराक्रम की ओर पढ़ रहा है अलग होना तो मुझे वायरिंग लंबन त्रुटि देखने दें जो रीडिंग मेल कर रही है वह वाह है यह 15 वीं रीडिंग है 15 वीं रीडिंग वर्नियर स्केल के साथ मुख्य मापनी से मेल खा रही है तो मैं इस मान को नोट कर लेता हूं १५वीं रीडिंग के लिए यह मान ३६० के बराबर आएगा ठीक है और ५ ठीक है मैंने यहां १ २ ३ ४ और ५ नंबर डाल दिए हैं इसलिए जैसा कि मैं आगे के अवलोकनों में दांतों को नहीं मिलाता हूं तो मैं सिर्फ पहले दांतों की जांच कर रहा हूं मैंने इसे 1 बिंदु पर चेक किया है ठीक है इस छोर पर केंद्र में अब मैं इसे तीसरे बिंदु पर जांचने की कोशिश करूंगा तीसरे बिंदु के लिए मैं फिर से पेंच को ढीला कर दूंगा मेरे कैलीपर को खोल देगा और स्पर्श करेगा यह एक निश्चित जबड़े की तरह है अब स्थिर जबड़े को स्पर्श करें इसे आगे ले जाएं ठीक है इसे आगे ले जाएं फिर इसे लॉक करें फिर उचित बल लागू करें फिर इस पेंच को लॉक करें अब पेंच बंद हैं अब आइए फिर से पठन की जाँच करें तो यह फिर से मुख्य पैमाने पर तीसरे बिंदु के तीसरे भाग को पार कर गया है अब मैं देखता हूं कि यहां कौन सा संयोग बिंदु है वाह फिर से १५वीं रीडिंग मेल कर रही है हमें दोनों पैमानों को देखने की जरूरत है यहां वर्नियर स्केल की 15वीं रीडिंग मुख्य पैमाना के रीडिंग के साथ मेल खा रही है ठीक है १५वीं रीडिंग मेल कर रही है ठीक है यह वास्तव में नज़दीकी अवलोकन है आप चाहें तो कुछ चश्मा पहन सकते हैं क्योंकि वहाँ हैं यदि आप इसे देखने के लिए कुछ लेंस आवर्धक लेंस का उपयोग भी कर सकते हैं तो १५वीं रीडिंग मेल खा रही है इसलिए यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि रीडिंग यहां काफी करीब हैं तो १५वीं रीडिंग के लिए फिर से यह मान ३६० है तो यह औसत ३६४ जमा ३६० ३६० यह औसत घटकर लगभग ३६१ हो जाता है ठीक है यह औसत है आप इसे समूह औसत कह सकते हैं अब मैं बस एक छोटा सा रोक लगाता हूँ और अन्य गणना करता हूँ अन्य रीडिंग करता हूँ और बस यहाँ नोट कर लेता हूँ फिर हम देखेंगे कि गियर कैसा व्यवहार कर रहा है इसलिए मैंने यहां 5 दांतों से रीडिंग लेने में आपका कुछ समय बचाया है और प्रत्येक दांत पर 3 अवलोकन किए गए हैं तो आप देख सकते हैं कि दूसरे दांत में 362 360 362 तीसरे दांत में 358 364 360 तो हम देख सकते हैं कि 5 वां दांत थोड़ा बाहरी है ठीक है हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहां औसत की गणना करता हूं तो इसका औसत 5 वें दांत के लिए 357 के करीब होगा ठीक है दूसरे दांत के लिए यह केवल 362 के करीब होगा यह वास्तव में उसके करीब 356 है और तीसरे के लिए यह 360 के करीब 3 अंक के करीब होगा यह फिर से 360 के करीब होगा तो इसके आधार पर मैं सटीक समग्र औसत की गणना नहीं कर रहा हूं मैं बस इतना कह सकता हूं कि कुल औसत या माध्य बराबर है 360 के करीब है ठीक है तो इसके आधार पर पहली बात यह है कि पिच सर्कल के व्यास पर मेरे दांत की मोटाई 360 है ठीक है तो यह कुल माध्य है अब क्या भिन्नता है हम देख सकते हैं कि 5वां दांत थोड़ा खराब हो गया है तो ५वें दांत में यह और टूट फूट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आवाज आती है जैसे टिक की आवाज आती है और एक ठुड्डी होती है या इसका कुछ कारण हो सकता है लेकिन हम देख सकते हैं कि ठीक है यह कमजोर बिंदु है कुछ हो सकता है हां ठीक है यह कमजोरी है हमने अब दांतों की संख्या चुनी है दांत संख्या 5 कमजोर बिंदु है और यदि यह और कम हो जाता है तो यह इस मान की स्वीकार्य सीमा से अधिक सीमा से अधिक हो सकता है तो यह वर्नियर कैलिपर का उपयोग है मुझे लगता है कि मैं उसी डेटा का उपयोग कर सकता हूं जो मैंने यहां एक बहुत ही सुंदर डेटा उत्पन्न किया है इसलिए मैं उसी डेटा का उपयोग सांख्यिकीय गणनाओं में भी कर सकता हूं इसलिए मैं औसत समग्र औसत का उपयोग कर सकता हूं मेरे पास 5 समूह हैं और हमारे पास यह समूह आकार है और साथ ही समूह का आकार प्रति समूह 3 3 रीडिंग है मैं उसी रीडिंग का उपयोग कर सकता हूं जिसे हमने जेनरेट किया है हमने यहां एक प्राइमरी डेटा जेनरेट किया है और मैं इसे सांख्यिकीय विश्लेषण में ले जाऊंगा ताकि समूह का मतलब माध्य माध्यिका बहुलक श्रेणी का पता लगाने के लिए वे सभी चीजें जो हम आपको वहां बताएंगे तो यह गियर वर्नियर का अनुप्रयोग है हम वास्तव में गियर बना सकते हैं वर्नियर अनिवार्य रूप से उपयोग नहीं किया जाता है जब हम गियर का निर्माण करते हैं इसका उपयोग निरीक्षण के दौरान किया जाता है जब यंत्र चल रही होती हैं और निरीक्षण के दौरान हम देख सकते हैं कि कौन सा गियर अगर कुछ गियर कुछ खेल दिखा रहा है या कोई आवाज आ रही है तो हम सिर्फ यह जांच सकते हैं कि दांत खराब है या नहीं इसे बदलने के लिए पर्याप्त है या नहीं उस गियर के लिए वर्नियर लागू किया जा सकता है इसलिए एहतियाती दिशा निर्देश वैसे ही हो सकते हैं जैसे हमने पहले वर्नियर कैलिपर और उपकरणों पर सफाई करने वाले अन्य उपकरणों के लिए फिर उपकरणों को ठीक से रखने फिर दबाव फिर उचित अंशांकन 0 त्रुटि के लिए उन सभी चीजों का सुझाव दिया था तो यह गियर वर्नियर के बारे में था इसलिए मैं यहां फिर से एक विराम लूंगा और हम प्रदर्शन के अगले भाग में मिलेंगे हम चर्चा के लिए एक और साधन चुनेंगे धन्यवाद